इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और यह फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल्स का 42वां लेक्चर है तो आज हम चर्चा करेंगे कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल्स और फोरियर साइन इंटीग्रल्स क्या हैं और फिर इन अवधारणाओं पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे तो फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल पर आते हुए पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि एक फ़ंक्शन f का फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन इस इंटीग्रल 0AcosxBsinx d द्वारा दर्शाया जाता है जहां ये फोरियर इंटीग्रल कोएफ़िशिएंट्स Aα और Bα इस इनफाइनाइट इंटिग्रल्स 10 f cos u du द्वारा दर्शाए गए थे और Bα को फिर से इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल 10 f sin u du द्वारा दर्शाया गया है अब यदि हम मान लें कि फ़ंक्शन f एक इवन फ़ंक्शन है तो क्या होगा क्या फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन को कुछ सरल किया जा सकेगा तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि यदि यह f एक इवन फ़ंक्शन है तो क्या होगा उदाहरण के लिए इस A के लिए f इवन फ़ंक्शन कास भी एक इवन फ़ंक्शन है इसलिए यहाँ इंटीग्रैंड इवन फ़ंक्शन होगा और इस स्थिति में चूँकि साइन यहाँ f के साथ है f इवन फ़ंक्शन है लेकिन साइन आड फ़ंक्शन है इसलिए इस फ़ंक्शन का इंटीग्रैंड ओडहोगा तो इस मामले में यह B 0 हो जाएगा इस के 0 हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रैंड एक ओड फ़ंक्शन है और क्योंकि यहां यह इंटीग्रैंड एक इवन फ़ंक्शन है इसलिए हम इसे 2 0 f cos u du लिखने के बजाय ऐसा लिख सकते हैं तो इन सरलीकरणों के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यदि यह f एक इवन फ़ंक्शन है तो हमारे पास यह A 2 0 f cos u du −∞ से ∞ के बजाय यह 0 से ∞ f cos αudu हो जायेगा और फिर Bα 0 हो जाएगा इसलिए इस फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन में यह पद समाप्त हो जाएगा और फिर हमें सरल इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन मिलता है जो इस प्रकार है 0 Acosx d यह वैसा ही है जैसा हमने फोरियर सीरीज के मामले में देखा था और इसी तरह फ़ंक्शन f जो एक इवन फ़ंक्शन है के लिए भी bns 0 होगा और ओड फ़ंक्शन के लिए भी दूसरा रास्ता है तो इस प्रकार एक इवन फ़ंक्शन के लिए हमारे पास यह फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन है और अब इसी तरह जब हमारे पास एक ओड फ़ंक्शन f होता है तो Aα 0 हो जाएगा और Bα की गणना इस 2 0 f sin u du के द्वारा की जाएगी और इसका फोरियर रिप्रजेंटेशन इस सरलीकृत रूप को 0 B sinx d इस प्रकार लेगा यहाँ सिर्फ एक टिप्पणी है जो अब चर्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ के समान यदि आप हाफ रेंज फोरियर सीरीज को याद करते हैं तो आईडिया पूरी तरह से अलग था वहां हम फ़ंक्शन का विस्तार कर रहे थे जिसे 0 से l अंतराल में परिभाषित किया गया था और जिस तरह से हम −l से 0 में फ़ंक्शन का विस्तार करते हैं तो संबंधित सीरीज़ या तो साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ दिखाई देगी क्योंकि यदि हम −l से l में परिभाषित पूरे फ़ंक्शन को एक ओड फ़ंक्शन के रूप में बनाते हैं तो हम साइन सीरीज़ के साथ समाप्त हो जाएंगे और यदि हम फ़ंक्शन का विस्तार इस तरह करते हैं ताकि फ़ंक्शन इवन फ़ंक्शन बन जाए तो हम फोरियर कोसाइन सीरीज़ के साथ समाप्त करेंगे हालांकि हमारे पास इस फ़ंक्शन के अनेक रूप से एक्सटेंशन हो सकते हैं लेकिन हमने पुरे फ़ंक्शन को एक इवन फ़ंक्शन या एक ओड फ़ंक्शन के रूप में बनाने के लिए −l से l तक के उन दो एक्सटेंशन को चुना है ताकि हमें कुछ सरल रिप्रजेंटेशन मिल सके या तो साइन सीरीज़ के रूप में या कोसाइन सीरीज़ और वे दोनों मान्य होंगे या 0 से l में दिए गए फ़ंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे यहां हमारे पास एक समान स्वरुप है उदाहरण के लिए हम एक फ़ंक्शन इस प्रकार ले सकते हैं जो सभी वास्तविक x0 के लिए परिभाषित किया गया है यहाँ एक फ़ंक्शन दिया गया है जिसे x के धनात्मक मान के लिए परिभाषित किया गया है और अब उस फ़ंक्शन को एक ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन के रूप में संपूर्ण वास्तविक अक्ष पर परिभाषित या विस्तारित किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए हम इसे −∞ से 0 तक बढ़ाते हैं ताकि संपूर्ण वास्तविक अक्ष में फंक्शन एक इवन फंक्शन बन जाए तो यहाँ हमारे पास यह सरलीकृत रूप है जहां A α का मान रहेगा और Bα 0 हो जाएगा हमारे पास इस Aα के रूप में अपेक्षाकृत सरल रिप्रेज़ेंटेशन है या यदि हम इस फ़ंक्शन को −∞ से 0 तक बढ़ाते हैं ताकि पूरी रेंज में परिभाषित फ़ंक्शन अब एक ओड फ़ंक्शन बन जाए उस स्थिति में यह Aα 0 होगा और Bα की गणना इस इंटीग्रल की सहायता से आसानी से की जा सकती है और रिप्रजेंटेशन अब केवल इस Bα और sin αx की टर्म्स में सरल हो जाएगा तो अब इस विचार के साथ उदाहरण के लिए इस कर्व द्वारा 0 से ∞ में परिभाषित एक फ़ंक्शन पर विचार करें हमारे पास इसे एक ओड विस्तार या इवन विस्तार के रूप में विस्तारित करने की संभावना है इसलिए यदि हम इसे इस प्रकार बढ़ाते हैं कि संपूर्ण वास्तविक अक्ष में फ़ंक्शन अब एक ओड फ़ंक्शन बन गया है तो इसके रिप्रजेंटेशन में केवल यह Bα पद होंगे और तब हमारे पास यह सरल रिप्रजेंटेशनहोगा दूसरी ओर यदि हम इस फ़ंक्शन को इस प्रकार विस्तारित करते हैं तो यह एक इवन फ़ंक्शन बन जाएगा और यदि हम इसका इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन लिखते हैं उसमें केवल कोसाइन पद होगा केवल कोस पद होगा कोएफ़िशिएंट में और साथ ही इस इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन में तो ये दो संभावनाएं हैं जहां हम अंतराल 0 से ∞ में परिभाषित फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं तो इस एक्सिस के केवल एक आधे हिस्से में फ़ंक्शन को परिभाषित किया गया है और दूसरे आधे में हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन या फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन के लिए परिभाषित कर सकते हैं इसलिए जब एक फ़ंक्शन को −∞ से ∞ में परिभाषित किया जाता है तो हमारे पास एक फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन होगा जिसमें सामान्य रूप से साइन और कोसाइन दोनों टर्म होंगे लेकिन जब फ़ंक्शन को 0 से ∞ में परिभाषित किया जाता है तो हमारे पास रिप्रजेंटेशन में केवल साइन फ़ंक्शन या रिप्रजेंटेशन में केवल कोसाइन फ़ंक्शन होने की संभावना होती है तो अब यह इस अध्याय की चर्चा होगी तो हमारे पास यह परिणाम है जिसे अब हम संक्षेप में बता सकते हैं मान लीजिए पॉजिटिव एक्सिस के प्रत्येक फाइनाइट इंटरवल पर f एक पिस वाइज स्मूथ फंक्शन है कंडीशंस वैसी ही हैं जैसी कि पहले चर्चा की गई थी और f को पूर्ण रूप से इन्टग्रबल होने दें मेरा मतलब है फोरियर श्रृंखला से इस फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन में बदलने के लिए यहां यह महत्वपूर्ण है तो हमारे पास f पर अतिरिक्त कंडीशन है कि यह पूरी तरह से इन्टग्रबल हो फिर f को या तो फ़ोरियर कोसाइन इंटीग्रल द्वारा दर्शाया जा सकता है जो की पहली संभावना है जिस पर हम चर्चा कर चुके है और फोरियर कोसाइन रिप्रेज़ेंटेशन को 0 Acosx d द्वारा दर्शा सकते है जहां Aα इस इंटीग्रल द्वारा दिया गया है दूसरी संभावना में हमारे पास फ़ोरियर साइन इंटीग्रल हो सकता है जिसे यहां लिखा 0 B sinx d के रूप में लिखा जा सकता है और जहा Bα का मान इस गुणांक 2 0 f sin u du द्वारा दिया जाएगा तो जैसा कि पीछे चर्चा की गई है इस फ़ंक्शन को औपचारिक रूप से −∞ से ∞ तक विस्तारित किए बिना हम इन परिणामों का सीधे उपयोग कर सकते हैं यदि हम फ़ोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेज़ेंटेशन चाहते हैं तो हम इस सूत्र द्वारा 0 से ∞ तक Aα का मान ज्ञात करेंगे और 0 से ∞ तक दिया गया है इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है इसी तरह यदि हम फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेज़ेंटेशन चाहते हैं तो हम इस Bα की गणना करेंगे और फिर हम इस साइन रिप्रेज़ेंटेशन का उपयोग करके इस f का रिप्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं इसके अलावा उपरोक्त फूरियर कोसाइन या साइन इंटीग्रल कन्वर्ज भी करता है कन्वर्जेन्स वैसा ही है जैसा कि हम इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन के पिछले लेक्चर में पहले ही चर्चा कर चुके हैं ये इंटीग्रल औसत मान में कनवर्ज हो जाएंगे और कन्टीन्युटी मान पर कन्वर्जेन्स फ़ंक्शन के मान के बराबर ही होगा अब हम इस सवाल पर विचार करते हैं कि यह फ़ंक्शन जिसे −∞ से −π की में 0 के रूप में परिभाषित किया गया है फिर −π से 0 में यह −1 है 0 से π में इसका मान 1 है और फिर π से ∞ में इसका मान 0 है तो हमारे पास यहां यह फ़ंक्शन है जिसका मान इस −π तक 0 है और फिर −π से 0 में फ़ंक्शन का मान −1 है और फिर हमारे पास यहाँ 0 से π में इस फंक्शन का मान 1 है तो हमारे पास पिसवाइज कंटिन्युअस फंक्शन है और हम इसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन पता करना चाहते है तो इस केस में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यह फंक्शन एक ऑड फंक्शन है तो यहां हमारे पास जो भी पॉसिटिव मान हैं इस नेगेटिव रेंज में उसका केवल नेगेटिव मान ही प्राप्त होगा तो यह फ़ंक्शन एक ऑड फंक्शन है और यहाँ यह Aα 0 हो जाएगा और हमें केवल इस Bα का मान ज्ञात करना होगा लेकिन यहां मुद्दा यह है कि फ़ंक्शन को −∞ से ∞ में परिभाषित किया गया है इसलिए हम इसका इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन लिख रहे हैं जो खुद ही साइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन के रूप में मिल रहा है क्योंकि फ़ंक्शन को −∞ से ∞ तक परिभाषित किया गया है इसलिए इस केस में हमारे पास साइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन या कोसाइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन चुनने की संभावना नहीं है जबकि अगले उदाहरण में हम देखेंगे कि जब फ़ंक्शन को 0 से ∞ में परिभाषित किया जाता है तो हमारे पास दोनों संभावनाएं होती हैं चाहे हम फ़ोरियर कोसाइन रिप्रजेंटेशन या फ़ोरियर साइन रिप्रजेंटेशन करना चाहते हों इसलिए इस मामले में चूंकि फ़ंक्शन को −∞ से ∞ तक परिभाषित किया गया था हम केवल इसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन लिख रहे थे और अंत में सवाल यह है कि x−π पर इंटीग्रल किस मान पर कनवर्ज होता है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे दिया गया फ़ंक्शन एक ऑड फ़ंक्शन है जिसे हमने पहले ही देखा है इसलिए Aα का मान 0 होगा इस ऑड फ़ंक्शन के कारण स्वतः ही मिलता है Aα खुद ही 0 होगा और इस इंटीग्रल की सहायता से हम Bα की गणना कर सकते हैं जो कि अब 2 0 f sin u du है इसलिए −∞ से ∞ के स्थान पर हमारे पास 0 से ∞है चूँकि फ़ंक्शन ऑड है इसलिए हम केवल 2 0 f sin u du का मान ज्ञात कर सकते हैं तो फ़ंक्शन पहले से ही दिया गया है कि 0 से मेंइसका मान 1 है इसलिए इस sin αu में इसका मान 1 है और इसे अब cosαu के लिए इंटीग्रेशन किया जा सकता है तो हमारे पास यह 2 और फिर cosαu है इसलिए हम इसे माइनस साइन के साथ रख सकते हैं ताकि −cosαu बन जाए हमारे पास इस के साथ cosαπ है और फिर 0 रखने पर हमारे पास 1 है तो इस कोफ्फीसिएंट Bα का मान 21−cosαπ है फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन क्योंकि Aα 0 है इसलिए इस केस में हमारे पास f के लिए एक सरलरिप्रजेंटेशन है जो 2 01 cos sinx d द्वारा दर्शाया गया है और अब प्रश्न यह है कि यह इंटीग्रल मान पर कनवर्ज करता है तो हमारे पास फ़ंक्शन का फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन है अब प्रश्न यह है कि x−π पर इंटीग्रल किस मान पर कन्वर्ज करता है हम कन्वर्जेन्स थ्योरम को पहले से ही जानते हैं इसलिए जहां भी फ़ंक्शन कंटिन्युअस है वह फ़ंक्शन के मान में कनवर्ज हो जाएगा और यदि फ़ंक्शन कंटिन्युअस नहीं है या डिस्कन्टिन्युअस है तो हम उस बिंदु पर फ़ंक्शन का औसत मान लेंगे उदाहरण के लिए x−π लेते है वास्तव में यह फ़ंक्शन x−π पर परिभाषित नहीं है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम इस बिंदु पर औसत मान ले सकते हैं तो उस बिंदु पर जहां यह डिस्कन्टिन्युअस है कन्वर्जेन्स के बारे में बात करते है वहां यह सीधे औसत मूल्य पर जाएगा उदाहरण के लिए −∞ से इस −π की सीमा में इसलिए फूरियर इंटीग्रल इस 0 में और जब आपके पास x−π होता है तो यह औसत मान 0 1 2 1 2 में कनवर्ज हो जाएगा और फिर −πx0 में यह −1 में कनवर्ज हो जाएगा और x0 पर फिर से औसत मान 11 2 में कनवर्ज हो जाता है जो कि 0 है और फिर जब हमारे पास 0xπ है तो यह 1 में कनवर्ज हो जाएगा और फिर xπ पर यह 10 2 1 2 में कनवर्ज हो जाता है तो यहाँ 1 2 है यहाँ 1 है यहाँ 0 −1 1 2 और 0 है और जब xπ है तब यह 0 पर कनवर्ज हो जाता है तो जहां भी फ़ंक्शन कंटिन्युअस है उन सभी बिंदुओं पर कन्वर्जेन्स है यह स्वयं मान में कनवर्ज हो जाएगा और जहां भी यह डिस्कन्टिन्युअस है या जिन बिंदुओं पर फ़ंक्शन परिभाषित नहीं है हम केवल औसत मान लेंगे तो प्रश्न x−π पर था x−π की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर इसका औसत मान मिलेगा जो कि 0 12 है और यानि 12 मिलता है ठीक है इसलिए हम सवाल की ओर बढ़ते है जहाँ हमें फ़ोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन करना है तो अब इस प्रश्न में हमें इस फ़ंक्शन f का फूरियर साइन के साथ साथ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पता करना हैजो कि 0xπ रेंज में परिभाषित है और इसका मान 1 है और फिर हमारे पास यहां π x∞ में इसका मान 0 है तो 0 से π में फ़ंक्शन का मान 1 है और फिर यह 0 है उसके बाद यह 0 है इसलिए फ़ंक्शन इस कर्व द्वारा परिभाषित किया गया है और अब इस मामले में यह पिछले वाले से थोड़ा अलग है जहां फ़ंक्शन को पूरे अंतराल में संपूर्ण वास्तविक अक्ष ∞ से ∞ में परिभाषित किया गया था लेकिन अब फ़ंक्शन को 0 से ∞ में परिभाषित किया गया है और अब हमारे पास इस फंक्शन को −∞ से ∞ तक विस्तारित करने की संभावना है यदि हम इसे इस तरह से बढ़ाते हैं तो इससे फ़ोरियर साइन रिप्रेसेंटेशन प्राप्त होगा या यदि हम इसे इस तरह से विस्तारित करते हैं तो यह फ़ोरियर कोसाइन रिप्रेसेंटेशन के लिए विस्तारित होगा यदि हम इस ऑड फंक्शन का विस्तार करते हैं तो हमारे पास दिए गए फलन का फ़ोरियर साइन रिप्रेसेंटेशन है तो अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे प्रश्न यह है कि इन इंटीग्रल 0sin cos d और 0 sin d का मान ज्ञात करें तो इसका फूरियर साइन और कोसाइन रिप्रेज़ेंटेशन करने के बाद आप देखेंगे कि हम वहां इन इंटीग्रल का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो फोरियर साइन रिप्रजेंटेशन पर आते है जहां यह फ़ंक्शन मूल रूप से पूरे वास्तविक अक्ष पर −∞ से ∞ पर एक ऑड फंक्शनके रूप में बढ़ाया जाता है हम इसके फोरियर साइन रिप्रजेंटेशन को लिख सकते हैं इसलिए यह f का मान 0 B sinx d है जहां इस Bα का मान 2 0 f sin u du द्वारा दिया गया है f को 0 से π में 1 के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए हम इसे 0 से π तक ज्ञात कर सकते हैं हमारे पास 0 से π है क्योंकि यह केवल 0 से π में परिभाषित है बाकी यह 0 है और फिर हमारे पास 1×sin αu है इसलिए जिसे अब इंटीग्रेट किया जा सकता है इसलिए हमारे पास इस इंटीग्रल के कारण माइनस साइन के साथ यह cos u और फिर 0 से है और फिर हमारे पास यह 2 यहाँ बाहर बैठा है तो यहाँ यह 2 है और चूंकि यहाँ यह माइनस साइन है इसलिए पहले हम इसे 0 रखेंगे इसलिए यहाँ हमारे पास 1 है और फिर हमारे पास cos है जो यहाँ 2 1 cos लिखा है तो इस फोरियर साइन रिप्रजेंटेशन में हमने Bα का मान ज्ञात किया जो 2 1 cos है यह फोरियर कोफ्फीसिएंट है और हम इस रिप्रजेंटेशन को यहाँ लिख सकते हैं इस कोफ्फीसिएंट के साथ फोरियर साइन रिप्रजेंटेशनको इस रूप 2 0 1 cos sin x d में लिख सकते है तो यह दिए गए फ़ंक्शन का फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशनहै अब यदि हम अभीष्ट इंटीग्रल को देखें जो कि इस रिप्रजेंटेशन से ही प्राप्त हुआ है तो यह प्रश्न था कि यहाँ इस इंटीग्रल का मान क्या है तो अगर हम इसकी फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रजेंटेशनके साथ तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि यह 1 cosयहाँ है यहाँ हमारे पास sinx है लेकिन यहां हमारे पास sind है यदि हम यहाँ xπ लेते हैं तो हम प्रश्न में पूछे गए अभीष्ट इंटीग्रल का मान प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं तो xπ पर हमें कन्वर्जेन्स भी देखना होगा फिर से यह फ़ंक्शन xπ पर परिभाषित नहीं है इसलिए हमें लिमिट्स लेनी होगी तो औसत मान ff2 है जिस पर xπ पर फोरियर इंटीग्रल कन्वर्ज होगा तो यहां का मान 0 है और का मान 1 है इनको जोड़कर 2 से विभाजित करने पर इसका मान ½ आता है इसलिए xπ पर फोरियर इंटीग्रल कन्वर्ज होगा और इसका मान ½ होगा इसलिए यदि हम इस xπ को इस उपरोक्त इंटीग्रल में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें ठीक वही समाकलन प्राप्त होगा जो कि प्रश्न में पुछा गया है तो यहाँ हमारे पास यहाँ 2 0 1 cos sin x d है इस x को अब इस π से बदल दिया गया है इसलिए x को यहाँ इस π से बदल दिया गया है क्योंकि यह x π पर इस फ़ंक्शन का औसत मान है इसलिए हमारे पास इंटीग्रल का मान आ गया है जो कि ½ है So the value of this integral is ½ and this 2π can go to the other side अतः इंटीग्रल का मान ½ है और यह 2π दूसरी ओर जा सकता है यहाँ इस इंटीग्रल का मान π4 है इसलिए जैसा कि एक बार फिर सेहम देख सकते हैं कि यह इंटीग्रल आसान नहीं है इसका मान सीधे ज्ञात करना आसान नहीं है लेकिन इस कन्वर्जेन्स थ्योरम और फोरियर इंटीग्रल की मदद से हम देख सकते हैं कि ऐसे जटिल इंटीग्रल का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है और इन प्रकार के जटिल इंटीग्रल की गणना में हम इस अनुप्रयोग को देखते हैं तो फोरियर कोसाइन रिप्रजेंटेशन पर आते है जहां हमें दिए गए फ़ंक्शन को एक इवन फ़ंक्शन के रूप में विस्तारित करना है और फिर इसके फोरियर रिप्रजेंटेशन में 2 0 f cos u du का उपयोग करके Aαका मान प्राप्त होगा और हम इसकी गणना 2 0 1 cos u du के द्वारा कर सकते है क्योंकि 0 से π अंतराल में इसका मान 1 है और अन्य अंतराल में इसका मान 0 है तो इसका इंटीग्रल होगा sin u और फिर यहाँ लिमिट 0 से π है और 2π यहाँ बाहर इस इंटीग्रल के बाहर है तो यह मान 2π होगा और जब हम वहां साइन डालते हैं तो हमें sin मिलता है और −sin0 का मान 0 होगा तो इंटीग्रल का मान 2 πsin होगा अब हमारे पास फोरियर कोसाइन रिप्रजेंटेशन2 0 sin cosx d के रूप में हैक्योंकि हमारे पास पहले से हीAα है जिसका मान हम इस रिप्रजेंटेशन में रख सकते हैं इसलिए f को यहाँ इस इंटीग्रल द्वारा निरूपित किया जाएगा हमारे पास sin है और फिर फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन से यह cosαx है तो यह फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन है वास्तव में यह किसी दिए गए फ़ंक्शन का फोरियर कोसाइन रिप्रजेंटेशन है और फिर प्रश्न यह है कि इस इंटीग्रल 0 sin cos d का मान क्या है इसलिए यदि हम अब इसके साथ तुलना करते हैं तो हमारे पास sin πα है यहां भी हमारे पास sin πα है हमारे पास cos πx है हमारे पास cos πα है इसलिए यदि इस x को π द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमें इस इंटीग्रल का मान प्राप्त होता है तो फिर से इस इंटीग्रल का मान प्राप्त करने के लिए हमें xπ रखना होगा इसलिए यदि हम इस xπ को उपरोक्त इंटीग्रल में रखते हैं तो हम वांछित मान प्राप्त कर सकते हैं अब फिर वही प्रश्न है कि xπ पर इस इंटीग्रल का मान फिर से ½ हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यह औसत मान ff2 है जहां का मान 0 है और का मान 1 है इनको जोड़कर 2 से विभाजित करने पर इसका मान ½ आता है तो हमारे पास यह मान 12 है और फिर इस इंटीग्रल को 12 के बराबर रखते है और इससे इस इंटीग्रल का मान π4 मिलता है तो इस तरह के जटिल इंटीग्रल की गणना इस कन्वर्जेन्स थ्योरम और फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन की मदद से आसानी से की जा सकती है तो यहाँ हमारे पास ये रेफरेन्सेस संदर्भ हैं जिनका उपयोग इस लेक्चरको तैयार करने में किया गया है और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है यहाँ फोरियर इंटीग्रल रिप्रजेंटेशन Aα के साथ cosαx पद है और इस Bα के साथ sin αx पद हैआमतौर पर इसमें cos पद के साथ साथ sin पद भी होते हैं लेकिन हमने इस लेक्चर में देखा गया कि इवन फंक्शन्स के लिए Bα का मान 0 होगा जबकि आड फंक्शन्स के लिए Aα 0 हो जाएगा और हमें केवल Bα की गणना करनी होगी और इस सवाल में हमें केवल Aα की गणना करने की आवश्यकता है जो कि एक सरल इंटीग्रल है तो यहाँ क्या दिलचस्प था हमने देखा कि यहाँ f को केवल 0 से ∞ में परिभाषित किया गया है तो पिछले केसमें जब फ़ंक्शन को −∞ से ∞ में परिभाषित किया जाता है तो उस केस में हमें देखना पड़ता है की दिया गया फंक्शन इवन फंक्शन है या आड फंक्शन है और फिर केवल sin और cos पदों के रूप में रिप्रजेंटेशन करके इसे आसान किया जा सकता है लेकिन हमने तब चर्चा की थी कि मान लीजिए किसी फ़ंक्शन को 0 से ∞ अंतराल में परिभाषित किया गया है तो हमारे पास दोनों संभावनाएं है हम इस फंक्शन को एक इवन फंक्शन में विस्तारित कर सकते है या हम इस फक्शन को समस्त वास्तविक अक्ष में एक आड फंक्शन में विस्तारित कर सकते है तो दोनों ही मामलों में जिस विचार की यहां चर्चा की गई है वह लागू होगा और हमारे पास एक सरलीकृत रूप होगा इसलिए यदि हम इस f को केवल साइन इंटीग्रल के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम इसे एक आड एक्सटेंशन के रूप में विस्तारित करेंगे और यदि हम कोसाइन इंटीग्रल रखना चाहते हैं तो हम एक इवन एक्सटेंशन के रूप में विस्तार करेंगे तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के लिए इसका अंतिम फॉर्मूला A α cos αx बन जाता है जहां Aα की गणना इस सरल इंटीग्रल द्वारा की जा सकती है और आगे यदि आप फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो हम इस B α sin αx की मदद से कर सकते हैं और इस Bα को इस इंटीग्रेशन 2 0 f sin u du द्वारा ज्ञात किया जा सकता है तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही और ध्यान देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं